छात्रों का स्वागत है हम इस बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं कि खातों का प्रबंधन कैसे किया जाए प्राप्य है कि फर्मों की बैलेंस शीट में एक दूसरा महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति है और इसमें पिछली कक्षा मैंने खातों की प्राप्ति पर प्रबंधन पर चर्चा शुरू की जहाँ हम प्राप्तियों के प्रबंधन और प्राप्तियों में क्या आवश्यक है की कुछ मूल बातों पर चर्चा करें इसमें शामिल हैं और हम इस बारे में सीखते हैं कि विविध ऋणी का महत्व क्या है क्या है अग्रिम भुगतान का महत्व और कुल खातों की प्राप्ति कैसे होती है अब हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और हमें यह देखने दें कि प्राप्य कैसे हैं समय की अवधि में व्यवहार करना और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद और की आमद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाजार में बहुत सी सकारात्मक चीजों को लाया है प्रथम बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है तो उन भारतीय वे कंपनियाँ जो बाजार से बाहर हो गई हैं प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में सक्षम नहीं थीं परंतु कंपनियों को बाजार में बनाए रखने के लिए उन्हें नियम और कहा के साथ संरेखित करना होगा भारत में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रथाओं तो एक बात यह है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है ग्राहकों सहित सभी में लाभ तो क्रेडिट पर बेचने में अनुशासन का एक कारण यह है चूंकि यह बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं देती है यदि वे क्रेडिट बहुत बहुत देते हैं बाजार में वे जितना कम ऋण देते हैं तो समय की अवधि में अस्तित्व को देखा प्राप्य और विविध लेनदारों के खातों में बैलेंस शीट में आप ऐसा नहीं कह सकते आप क्रेडिट दिए बिना एक व्यवसाय कर सकते हैं लेकिन इन खातों की प्राप्ति और विविध देनदार की गंभीरता में कमी आई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि समय के साथ यह न्यूनतम राशि होगी तो इसका मतलब है हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं उसके प्रकार पर निर्भर करता है अगर कंपनी बहुत कुशल है कंपनी का उत्पाद बहुत अच्छा है यह कंपनी के साथ एक गुणवत्ता बेचने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य है उत्पाद और बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर कहते हैं उस मामले में क्रेडिट बेचने पर कंपनी की आवश्यकता नहीं है कभी कभी वितरण चैनल वे ग्राहक हैं जो उस क्रेडिट का अनुरोध करते हैं जिसे कंपनी जमा कर सकती है निवेदन लेकिन कंपनी की मजबूरी नहीं क्योंकि उनकी पर्याप्त मांग है उत्पाद और उनके पास कड़ी मेहनत करने के साथ साथ कीमत को बनाए रखने के लिए उत्कृष्टता भी है उस स्थिति में वे जिस तरह से चाहते थे खातों की प्राप्ति का प्रबंधन कर सकते हैं अगर वे देना चाहते हैं क्रेडिट वे क्रेडिट दे सकते हैं यदि वे क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं तो वे क्रेडिट नहीं दे सकते हैं वे कंपनियाँ जो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और बाज़ार में टिकने की कोशिश कर रही हैं यह बहुत हो सकता है उनके लिए मुश्किल यह है कि अगर उनका उत्पाद उत्कृष्ट नहीं है और यदि वे मूल्य नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए यह संभव हो सकता है कि वे बाजार में क्रेडिट बेचने के लिए उत्पाद को क्रेडिट में दें बाजार लेकिन धीरे धीरे और दृढ़ता से हर कोई एक ही नाव में पाल और होने का श्रेय कहेगा के द्वारा दिया गया बाजार में नेता या बाजार में अंतर के कारण हो सकता है दोनों बहुत अधिक नहीं होंगे इसलिए हमने यहां देखा है कि यदि आप यहां के रुझानों को देखते हैं तो महत्वपूर्ण डेटाबेस जिसे डेटाबेस कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र का एक प्रस्ताव जो रिपोर्ट कर रहा है कि वित्तीय कहलाता है डेटा या कई कंपनियों के वित्तीय विवरण हजारों कंपनियां तो हम वहाँ से हमने एक ऐसी प्रवृत्ति देखी है जिसमें हमने खातों की प्राप्ति के बारे में रुझान देखने और विविध कहने की कोशिश की है देनदार और फिर हमने अंतरराष्ट्रीय रुझानों के साथ तुलना करने की कोशिश की इसलिए हमने डेटा से पाया है जो उपलब्ध है या हो सकता है कि आप केवल डेटाबेस प्रक्रिया का सहारा लेकर इसे सत्यापित कर सकें डेटाबेस जहां हजारों कंपनियों का डेटा होता है तो आप विश्लेषण कर सकते हैं कि में किसी भी उद्योग में विभिन्न कंपनियों के रूप में प्राप्य खातों का प्रतिशत क्या है कुल संपत्ति का प्रतिशत और प्राप्य खातों के प्रतिशत के रूप में विविध देनदार का प्रतिशत कितना है हमने देखा है कि प्रवृत्ति घट रही है यदि आप समय की अवधि में देखते हैं कि प्रवृत्ति घट रही है वह प्राप्य किसी निर्माण फर्म में कुल संपत्ति का लगभग 10 होता है में विकसित अर्थव्यवस्थाओं का मतलब है कि यह कुल संपत्ति का लगभग 10 है इसलिए कुल प्राप्य हम हैं के बारे में बात कर रहे हैं और अगर यह प्रतिशत है जो कुछ साल पहले एक ही समय में दिखाता है लेकिन यह समय की अवधि में गिरावट आ रही है और यदि आप विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं भारत सहित इसमें कुल संपत्ति का लगभग 12 से 15 हिस्सा है तो अभी भी परिमाण बहुत है कुल संपत्ति का उच्च लेकिन अभी भी 12 से 15 बहुत अधिक है लेकिन हाँ यह कुछ समय के लिए नीचे आ रहा है समय और समय की अवधि में प्राप्य विकसित और दोनों में नीचे आ रहे हैं विकासशील अर्थव्यवस्था बाजार क्योंकि हमने इस कारण पर चर्चा की है कि जैसे जैसे कंपनियां उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही हैं गला काट प्रतियोगिता विक्रेता के कहने का युग अधिकतम कहने के लिए कीमत कम करना है मूल्य को नीचे लाने के लिए संभव सीमा जो कि न्यूनतम मूल्य है जिससे वे चार्ज कर सकते हैं बाजार से बाजार में ग्राहकों तो उस मामले में अगर अभी भी उन्हें क्रेडिट पर बेचना है बहुत कठिन इसलिए वे उत्पादों की गुणवत्ता में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं और वे कम कर रहे हैं इस स्थिति में मूल्य इस बात के लिए कि क्रेडिट मांगना या क्रेडिट के लिए अनुरोध करना भी यही है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ग्राहक भी इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं और एक तरह से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाजार में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां वे ऋण को प्रोत्साहित नहीं करते हैं बिक्री लेकिन फिर भी वे क्रेडिट देंगे क्योंकि वे अपने क्रेडिट के लिए नकदी पर 100 उत्पादन नहीं बेच सकते हैं अवधि विक्रेता द्वारा नियंत्रित की जाएगी खरीदार द्वारा नहीं क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि कौन क्या कहता है क्रेडिट पर हमारे पास दो पक्ष हैं एक विक्रेता है और दूसरा खरीदार सही है अब का उद्देश्य विक्रेता यह है कि कंपनी कोई क्रेडिट या न्यूनतम क्रेडिट देना चाहती है और खरीदार का उद्देश्य यह है कि वह अधिकतम क्रेडिट चाहता है और अब इसका उद्देश्य है विक्रेता यह है कि क्रेडिट को बिल्कुल भी न दें ताकि उसके लिए पैसे का समय मूल्य अधिकतम हो और खरीदार का उद्देश्य यह है कि वह अधिकतम संभव भुगतान में देरी करना चाहता है समय अधिकतम संभव था तो उसके लिए पैसे का समय मूल्य जो भुगतान कर रहा हैकंप्यूटर द्वारा उत्पाद के लिए न्यूनतम दोनों अलग अलग दिशाओं में और करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करते हैं इस मामले में हमें एक स्थिति बनानी होगी कि अगर उत्पाद उत्कृष्ट है और कीमतें हैं बहुत बहुत प्रतिस्पर्धी तो कंपनी स्थिति के साथ अपने कुछ समय के बारे में बातें करती है मांग करता है कि बाजार की कंपनियों की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या कभी कभी ऐसा होता है कंपनी के लिए विनिर्माण प्रक्रिया या कुछ और को समायोजित करना मुश्किल है तो यह हो सकता है बाजार में कुछ श्रेय देना संभव है लेकिन मोटे तौर पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के बारे में बात करते हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हमारी तीन कंपनियां हैं जो बाजार में अग्रणी नेता हैं आप कह सकते हैं कि अलग अलग बाजारों में अलग अलग अनुपात में हमारे पास सैमसंग एलजी और सोनी हैं सैमसंग बाजार में एक नेता है जिसके बाद एलजी और फिर सोनी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने बनाया है बाजार में ऐसी स्थिति जो कोई भी सैमसंग के साथ काम करना चाहता है उदाहरण के लिए वे कहते हैं इस तरह से काम करना है कि किसी भी वितरक या थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता को उत्पाद बेचना है या है कंपनी के दर्शन के अनुसार बाजार में प्रदर्शन करने के लिए और कंपनी चाहती है कि आप हमसे और कई मामलों में कंपनियों से बहुत अधिक क्रेडिट की उम्मीद न करें वितरण चैनलों को कंपनी और उत्पादन को अग्रिम चेक भेजने के लिए भी कहता है प्रक्रिया निरंतर है और जब कोई भी सामग्री तैयार होती है या उदाहरण के लिए 100 रंगीन टीवी कहते हैं तैयार उन्हें अब बाजार में बेचा कहना है इसलिए उन्हें वितरकों को भी भेजा जाएगा कुछ समय के लिए एक वितरक को कोई आदेश नहीं दिया जाता है कभी कभी बिना आदेश के भी उनके पास होगा कंपनियों के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए और उन्हें बाजार में प्रदर्शन करना होगा इसलिए और चूंकि कंपनी के पास वितरकों या शायद किसी अन्य से उन्नत चेक हैं वितरक के लिए टीवी के एक तरफ ट्रक लोड से वितरण का चैनल और वे मौजूद हैं बैंक को चेक और डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए कंपनियों का भुगतान एकत्र किया जाता है और कंपनी शर्त यह है कि हम ऐसी शर्तों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तो आपको बाहर रहने की आवश्यकता नहीं है सैमसंग के वितरक तो इसका मतलब है कि आप उस स्थिति को देख सकते हैं जो वे नहीं दे रहे हैं क्रेडिट की तरह इसलिए एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में जब कीमतें बहुत कम होती हैं तो उत्कृष्ट गुणवत्ता होती है बाजार में विक्रेता का विशेषाधिकार चाहे वह किसी भी प्रकार का ऋण दे या नहीं देने के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रेय और समय के साथ उत्कृष्टता बढ़ी बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रदर्शन और अस्तित्व में प्राप्य या ऋण की बिक्री होती है नीचे आ रहा है एक और चीज जिसे हम दूसरे मॉडल में देख रहे हैं वह है एक और संकेतक जब हम देखते हैं तो प्राप्य खातों में बंद बिक्री के दिनों की संख्या सामान्य रूप से कहती है यह कि क्रेडिट औसत क्रेडिट अवधि है 2 महीने या औसतन 2 महीने के लिए कहें कंपनी क्रेडिट पर बेचती है तो इसका मतलब है कि 60 दिनों की बिक्री क्रेडिट बिक्री में अवरुद्ध है इसलिए वे इसे आज ही बेच दें और पैसा 60 दिनों के बाद आता है और 60 दिनों के बाद आता है तो इसका मतलब है 60 के लिए दिनों के लिए कंपनी को धन की व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया निरंतर होती है और इसे धनराशि का समर्थन करना होगा तो इसका मतलब है कि क्रेडिट बिक्री या हमारे द्वारा देखे गए प्राप्तियों में अवरुद्ध दिनों की संख्या यह अध्ययन भी कम हो रहा है पहले जब हम इस देश में क्रेडिट अवधि के बारे में बात करते हैं कुछ समय 3 महीने का भी था इसमें कमी आई है यह घटकर 2 महीने और अब करंट आ गया है क्रेडिट अवधि 30 दिनों से 45 दिनों के बीच कहीं है और सबसे खराब स्थिति में यह 45 हो सकती है 60 दिन लेकिन कोई भी कंपनी वे अपवाद नहीं हो सकती है लेकिन बड़े पैमाने पर कंपनियों को इसमें जोड़ा जाता है ऋण अवधि वहाँ बाजार में कंपनियों के मामले में सबसे खराब थे और में बनाए रखना चाहते हैं बाजार इसलिए कि क्रेडिट अवधि 2 महीने भी दी जा सकती है लेकिन वे साधन नहीं हैं बड़ी संख्या में बहुत कम कंपनियां 60 दिनों तक और अंत में क्रेडिट अवधि दे रही हैं कंपनियों द्वारा विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में दी गई ऋण अवधि कहीं 30 है 45 दिनों के लिए जिसका मतलब है कि यह 3 महीने से 2 महीने के लिए 45 पर आ गया है दिन और 45 दिन से 30 दिन 1 महीने इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यह और नीचे जा सकता है दिनों की बिक्री की संख्या जिन खातों की रसीदों पर ताला लगा हुआ है उन्हें हमने देखा है कि यह अस्थायी रूप से कम हो रहा है इस एक बाजार में अच्छा विकास क्योंकि जो लोग क्रेडिट और खरीदने की आदत में हैं फिर विलंबित अवधि के बाद विलंबित अवधि में इसे चुकाना फिर उस तरह का कहना अनुशासनहीनता बाजार से दूर जा रही है और यहां तक कि वितरण चैनल भी अनुशासन बन रहे हैं और ग्राहकों को भी मिल गया है संदेश दें कि जब मूल्य में समान उल्लेखनीय कटौती हुई है और कंपनियां अपनी बिक्री कर रही हैं बाजार में उत्पाद न्यूनतम संभव मूल्य है तो मुझे लगता है कि ग्राहक के रूप में भी वे ऐसा नहीं कर सकते किसी भी क्रेडिट की उम्मीद है यहाँ एक और महत्वपूर्ण अल्पावधि निधि की आसान उपलब्धता है नकद ऋण सीमा यहां तक कि अगर देखें कि कंपनियां कहां तक क्रेडिट दे रही हैं और वे बेच रहे हैं क्रेडिट पर बाजार में उनका उत्पादन कभी कभी क्रेडिट अवधि 45 दिनों से भी अधिक लंबी होती है जो केवल इसलिए हो रही है एक बात जो बैंकों से क्रेडिट की आसान उपलब्धता के कारण है जैसे कि हमारे पास है अलग अलग तरीकों से देखा गया है कि कंपनियों द्वारा वित्त के लिए बैंक वित्त का उपयोग कैसे किया जा सकता है वर्तमान संपत्ति कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं हैं एक बात यह है कि एक महत्वपूर्ण विधा है भारत में केवल प्रचलित है जो CC Limited कैश क्रेडिट लिमिट है इसलिए चूंकि कैश फंड लिमिट के जरिए आसान फंड उपलब्ध हैं इसलिए कंपनियां भी ज्यादा नहीं सोचती हैं क्रेडिट पर बेचने के लिए क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे हम क्रेडिट पर बेच रहे हैं हो सकता है 2 महीने की अवधि के लिए फिर निर्माण के लिए परिचालन प्रक्रिया जारी रखें प्रक्रिया वे आसानी से बैंक से धन प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित समय के लिए कर सकते हैं उनकी क्रेडिट बिक्री या शायद खातों द्वारा प्रदान की गई धनराशि की मदद से प्राप्तियांबैंकों और कि CC सीमा के आधार पर इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है लेकिन समय के साथ जैसा कि हमने अतीत में चर्चा की है यह भी कि यह सुविधा भी समाप्त होने के लिए बाध्य है मैंने आपको बताया कि RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं या बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए कि कंपनी की किसी भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 10 करोड़ तक का है और उससे ऊपर का तरीका या फंडिंग का तरीका जिसमें आवश्यकता होनी चाहिए 80 के साथ 80 20 का अनुपात कार्यशील पूंजी ऋण बिल छूट के रूप में होना चाहिए सुविधा और केवल 20 के लिए प्रबंधक CC सीमा देना होगा फिलहाल इसे बैंक द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बैंक इसे लागू करेंगे कुछ कारणों से ऐसा करना पड़ता है क्योंकि बैंक समग्र वित्तीय स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है इसलिए वे सीसी सीमा के रूप में क्रेडिट का विस्तार नहीं कर सकते हैं जो अत्यधिक अनुत्पादक है इसलिए अब समय आ गया है कि बाजार में बैंकिंग उद्योग में भी स्थिति उत्पन्न हो वे हैं कि बैंकों को भी सीमान्त उत्पादकता के आधार पर ऋण देना शुरू करना होगा पूंजी की पूंजीगत उत्पादकता इसका मतलब है कि जहां पूंजी की उत्पादकता अधिक है जहां बैंक यह उम्मीद कर रहे हैं कि वे ऋण से या से अधिक से अधिक रिटर्न उत्पन्न करेंगे ऋणदाता बाजार में बनाने जा रहा है तो यह अंतिम रास्ता निकल रहा है इसलिए इसका मतलब है सीसी सीमा के माध्यम से धन उपलब्ध कराना यहां तक कि बैंकों के लिए भी मुश्किल हो रहा है और अब समय आ गया है या जल्द ही ऐसा होने वाला है कि RBI के दिशानिर्देशों को जोड़ा जा रहा है बैंकों क्योंकि पूंजी की सीमान्त उत्पादकता बैंकों को परिवर्तन को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करेगी कार्य को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए वित्त पोषण की विधि सीसी सीमा या नकदी के बजाय कार्यशील पूंजी ऋण के माध्यम से पूंजी की आवश्यकताएं क्रेडिट सीमा तो इसका अर्थ है कि यह सिद्धांत जो पहले से ही अन्य देशों में है अन्य देशों में पालन किया जा रहा है हमें भी लाइन में लगना होगा और हमें भी इसका अनुसरण करना होगा सीमांत का यह सिद्धांत पूंजी की उत्पादकता जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकी बैंक में वित्त सबसे कम पसंदीदा स्रोत है कार्यशील पूंजी वित्तपोषण वे फैक्टरिंग फोरफ़ाइटिंग इंटर जैसे वित्तपोषण के अन्य स्रोत का सहारा लेते हैं कॉर्पोरेट जमा अन्य वित्तीय संस्थानों से जमा इनके लिए वाणिज्यिक पत्र बैंक वित्त की आसान उपलब्धता के कारण भारत में स्रोत महत्वपूर्ण नहीं बन रहे हैं तो अगर यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय नहीं है अगर यह लोकप्रिय नहीं है बैंक वित्त यूरोप में लोकप्रिय नहीं है तो कैसे यह भारत में लोकप्रिय हो सकता है पहले आपके पास ब्याज दर की संरचना के विपरीत स्थिति थी और बाकी दुनिया में ब्याज दर की संरचना होनी चाहिए लेकिन जब हम इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जब हम भूमंडलीकृत हुए तब उदारीकृत हुआ इस अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण हुआ और फिर उसका पालन करना पड़ा ब्याज दर की संरचना जो कहती है कि उधारी की अवधि जितनी लंबी होगी उच्चतर ब्याज दर बैंकों द्वारा उधारकर्ता से वसूल की जाएगी इसलिए अब हमें ब्याज दरों की संरचना के मामले में शेष दुनिया के साथ संरेखित करना था इस मामले में भी हम शेष दुनिया के साथ संरेखित करेंगे जहां बैंक वित्त सबसे कम है लोकप्रिय स्रोत जहां अन्य देश कर्ज की दुनिया में हैं तो भारत में यह इतना लोकप्रिय क्यों है और बैंक उद्योग या शायद वित्तीय से एक बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं दबाव बहुत अधिक है जो अब बैंक की क्षमता से परे जा रहा है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही बैंक काम पूरा करने के लिए धन के रास्ते का सहारा ले सकते हैं सीमांत के सिद्धांत पर कंपनियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूंजी की उत्पादकता इसलिए यदि ऐसा होता है तो सीसी सीमा के प्रकार पूरी तरह से बाहर जा सकते हैं बाजार का बैंकों कंपनियों को बैंकों से काम करने का समर्थन मिलेगा लेकिन काम करने के तरीके से पूंजी ऋण और बिल में छूट की सुविधा के माध्यम से और वह भी किया जाना चाहिए क्योंकि बैंकों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे कंपनियों को पूरी तरह भर दें तो यह होने वाला है लेकिन वर्तमान में बड़ी मात्रा में खातों की प्राप्ति का कारण है भारतीय कंपनियों के मामले में विशेष रूप से सीसी के माध्यम से बैंक वित्त की आसान उपलब्धता है सीमा एक आयातित कारण है ऋण देना मूल रूप से वित्तपोषण के बीच व्यापार करना है और फर्म की रणनीति यह महत्वपूर्ण हिस्सा है यहां देखें कि हमारे पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं या कंपनी के एक में उप इकाइयां वित्त विभाग और अन्य एक विपणन विभाग है सही विपणन विभाग का लक्ष्य है कि वे बिक्री को अधिकतम करेंगे विपणन का उद्देश्य विभागों कि वे बिक्री को अधिकतम करना चाहिए और यदि उन्हें बिक्री को अधिकतम करना है समय वे नकदी पर बेचकर लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें बेचना होगा क्रेडिट इसलिए कंपनी ने इसे बाजार को दिया है कि हमारे पास इसका बहुत अधिक उत्पादन है बिक्री कुछ न्यूनतम स्टॉक जो हम रख रहे हैं उसे अलग करके यह बहुत होना चाहिए इसलिए अधिकतम उत्पादन केवल संबंधित बाजार और विपणन विभागों को जाना चाहिए इस तथ्य के बावजूद कि क्या यह नकदी पर है या क्रेडिट पर है उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ कंपनी बाजार में उत्पाद बेच रही है चाहे वह उत्पाद नकदी पर या बाजार में जाता हो क्रेडिट मार्केटिंग विभाग इस सवाल का जवाब देने वाला नहीं है के अंत में हो सकता है दिन वे कहेंगे कि हमारा लक्ष्य उत्पाद की 100 इकाइयों को बेचने के लिए बहुत था बाजार हम बाजार में 100 इकाइयों को बेच चुके हैं 100 500 10 इकाइयों के बाजार में हमारा लक्ष्य खत्म हो गया है बाजार में हासिल किया लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नकदी और ऋण पर सेलेज़ का कौन सा हिस्सा बाज़ार में चला गया है घटक को गंभीरता से लिया जाना है विपणन विभाग का उद्देश्य बेचना है बाजार में अधिकतम चाहे वह नकदी पर हो या क्रेडिट पर जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तथा वित्त विभाग का उद्देश्य निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को अधिकतम करना है निवेश पर तो उस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं कि फर्म को अधिशेष धन मिल गया है तो उन अधिशेष निधियों को कहीं भी पार्क किया जा सकता है ताकि वित्त लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं इसे बाहर पार्किंग की तुलना में निर्मित किया जा सकता है और क्रेडिट पर हमारे स्तर से परे बेचा जा सकता है इसलिए वर्तमान में जब हम एक निश्चित क्रेडिट अवधि और बड़े पैमाने पर क्रेडिट देकर क्रेडिट पर बेच रहे हैं नकदी हमारी बिक्री भी कहती है उदाहरण के लिए दिया गया स्तर X है लेकिन आप बिक्री बढ़ाना चाहते हैंउस स्तर से परे हमारे पास अधिशेष निधि है हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं हम अधिक और निर्माता कर सकते हैं हम अन्य बाजारों की भी सेवा कर सकते हैं बाज़ारों में भी अगर हम क्रेडिट देते हैं और वृद्धि पर क्रेडिट पर बिक्री शुरू करते हैं क्रेडिट अवधि बिक्री बढ़ सकती है तो कैसे वे ऐसा करने जा रहे हैं क्योंकि आपका अधिशेष निधि तब वे अपने फंड को कहीं पार्क करना चाहते हैं इसलिए वे इसे क्रेडिट बिक्री में पहली बार पार्क कर सकते हैं कभी कभी वित्त लोगों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त के लिए जाना पड़ता है बाजार में अधिकतम उत्पादन के अपने उद्देश्य के साथ विनिर्माण या निर्माण और बिक्री और मुनाफा वित्त विभाग के कहने पर सरप्लस फंड को पार्क करने के लिए क्रेडिट की बिक्री हो सकती है किया और अधिशेष धन पार्क किया जा सकता है खातों प्राप्य में निवेश किया गया था लेकिन आखिरकार हम लेने नहीं जा सकता है और कैसे चरम पर हो सकता है कि क्या उद्देश्य वित्त विभाग था एक विपणन विभाग के अधीन वहाँ एक व्यापार बंद है कि कितना धन अधिशेष होना चाहिए फंड हमारे पास है कि हम बाजार में कितना क्रेडिट दे सकते हैं क्योंकि हमें ध्यान में रखना है क्रेडिट बिक्री की वसूली पर विचार करें हो सकता है कि क्रेडिट के आधार पर बाजार में बिकवाली न की जाए उद्देश्य इसलिए हमें यह सोचना पड़ सकता है कि विपणन विभागों का व्यापार होना है उद्देश्य भी पूरा होता है और वित्त विभाग का उद्देश्य भी पूरा होता है और कुल मिलाकर मूल्य होता है अधिकतम इसलिए यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इस व्यापार को गंभीरता से लिया जाए और हम इस बारे में सोचना चाहिए कि आपकी बिक्री भी बढ़ रही है और बिक्री संग्रह भी अधिकतम है बुरे ऋणों के घटक की राशि या प्रतिशत भी न्यूनतम है तो यह ध्यान में रखना होगा और एक महत्वपूर्ण कारण है कि खातों को बढ़ाना या घटाना प्राप्य है कि क्या यह प्राप्य खाते होना चाहिए या नहीं यह भी निर्भर करता है एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वितरण का सही चैनल महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ प्राप्य खातों की परिमाण की सीमा तय करने के लिए हमें बात करनी होगी वितरण के चैनल के बारे में सोचें अगर आपको लगता है या जब कंपनियों को बेचना चाहते हैं बाजार में उत्पाद मोटे तौर पर दो चैनल हैं एक चैनल बाजार में प्रत्यक्ष बिक्री है और दूसरा चैनल बाजार में अप्रत्यक्ष बिक्री है जब बाजार में प्रत्यक्ष बिक्री होती है जैसा कि मैं पहले से ही जानता हूं कुछ कंपनियों के अपने हैं अनन्य स्टोर और वे उत्पाद का निर्माण करते हैं और किसी भी अप्रत्यक्ष के माध्यम से बाजार में बेचते हैं कंपनी के स्वामित्व वाले चैनल हमारे पास अतीत में कुछ समय था कि बाटा जूते केवल बाटा के अनन्य स्टोर में उपलब्ध है और वे के लिए रणनीति के साथ जारी रखा अधिक समय के लिए वितरण चैनल लेकिन अब वे उस रणनीति का सहारा ले रहे हैं जो दोनों की बिक्री एक्सक्लूसिव है दुकान भी और वे कहते हैं कि अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से भी बिक्री को अधिकतम करने के लिए बेच रहे हैं बाजार क्योंकि आज के परिदृश्य में प्रत्यक्ष पर एक चैनल पर निर्भर होना संभव नहीं है केवल विपणन इसलिए कुछ समय बाद यह स्थिति है लेकिन हमने देखा है कि कई कंपनियां बिक रही हैं सीधे बाजार में और उस मामले में कहते हैं कि कई सकारात्मक हैं भी कई नकारात्मक है भी यहाँ मुख्य सकारात्मक पक्ष यह है कि कंपनियों का ग्राहकों पर नियंत्रण प्रत्यक्ष है ग्राहक चाहते हैं कि उत्पाद ग्राहकों में क्या बदलाव आए और उत्पाद के डिजाइन में क्या बदलाव आए ग्राहक चाहते हैं और वे उत्पाद की कीमत और अन्य विशेषताओं के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं उत्पाद से संबंधित सभी ग्राहक सीधे कंपनी में आ रहे हैं क्योंकि कंपनियां सीधे बाजार में आउटलेट पर स्वामित्व वाली अपनी कंपनी के माध्यम से सीधे बिक्री इसलिए उन्हें अन्य चैनलों की ओर ग्राहक की जानकारी के लिए सही नहीं देखना होगा इसका नकारात्मक हिस्सा यह है कि इन दिनों विशेष रूप से बड़े शहरों में या विशेष स्टोर हैं शहर एक बहुत बहुत महंगा मामला बनता जा रहा है क्योंकि दुकान को बनाए रखने की जगह मिल रही है ओवरहेड स्टोर ओवरहेड के लिए भुगतान करना बहुत महंगा मामला है तो उसमें क्या होता है यदि सामान की कीमत बढ़ती है और कई मामलों में लोग इसे पसंद नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि यह एक मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था है हमारे पास एक सीमित आय है जिसे हम हर कोई नहीं कर सकता रिबॉक जूते खरीदने के लिए नहीं जा सकते हैं या नाइके के जूते या शायद प्यूमा जूते या शायद हो सकते हैं बाजार में कुछ ब्रांडेड उत्पाद जो सभी के लिए संभव नहीं है भले ही आप बाटा की बात करें यदि आप तुलना करते हैं तो प्रत्यक्ष चैनल और अप्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से बेचे जाने वाले जूते ब्रांडेड हैं जूते की गुणवत्ता और जूते की कीमत में एक बड़ा अंतर है क्योंकि उसी की गुणवत्ता जूते बाजार में उपलब्ध हैं वह बाटा नहीं हो सकता है जो अच्छी गुणवत्ता वाला जूता हो और एक तिहाई समय पर उपलब्ध हो कीमत तो क्योंकि अनन्य दुकानों या विशेष दुकानों की लागत को बनाए रखना बंद हो जाता है बहुत ऊँचा इसलिए हर कोई उस लागत को वहन नहीं कर सकता है तो इसका मतलब है कि कंपनियों की बिक्री कर रहे हैं लग जाना तो बढ़ी हुई लागत सूचना और ऋण पर नकारात्मक भाग और प्रत्यक्ष नियंत्रण है ग्राहकों की आवश्यकताओं को ग्राहक से निर्देशक जानकारी के रूप में कंपनी को आती है वितरण के चैनलों का सिर्फ एक सकारात्मक हिस्सा लेकिन यहाँ इन दिनों भारत में क्या हो रहा है यह भी पता चल गया है कि लोगों का रुझान शुरू हो गया है समय की बहुत कम राशि समय समस्या है इन दिनों जब हम खरीदारी के लिए बाहर जाते हैं जब आप खरीदारी के लिए बाहर जाते हैं तो हमने एक स्टोर में जाने की कोशिश की है जहाँ लगभग सभी चीजें हैं गृहस्थी दैनिक जरूरतों के लिए आसानी से उपलब्ध है हमारे पास इसके लिए समय नहीं है जूते हम विशेष स्टोर में जा सकते हैं और जलपान के लिए हम दूसरे विशेष स्टोर में जा सकते हैं किराना हम किसी अन्य विशेष स्टोर में जा सकते हैं या कह सकते हैं कि अन्य आवश्यकताओं के लिए जाना और जाना है अनन्य स्टोर यह वह समय नहीं है जब पहले था तब लोगों का जीवन स्थिर था और कुछ भी नहीं था समय की कमी है समय की कोई कमी नहीं है अब समय समस्या है तो में शाम को जब आप ऑफिस से आते हैं तो हम घरवालों के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं दृष्टिकोण है कि हम एक दुकान पर जाना चाहते हैं या पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जहां लगभग सभी चीजें उपलब्ध हैं एक छत के नीचे या यहां तक कि अगर आप किसी विशेष उत्पाद को खरीदना चाहते हैं या एकल उत्पाद लोगों को खरीदना चाहते हैं कोशिश करना चाहते हैं या विभिन्न कंपनियों और उनके मूल्यों में गुणवत्ता के बारे में जानना चाहते हैं उत्पादों और फिर वे एक उत्पाद पर शून्य उदाहरण के लिए कहें कि अगर वे जूते भी खरीदना चाहते हैं तो वे स्टोर करना चाहते हैं जो चल रहा है बटा जाने के बजाय कई कंपनियों के विभिन्न कंपनियों के उत्पाद जा रहा है प्यूमा जाने के बजाय नाइके के लिए क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप में फैसला नहीं किया गया है मन जब तक कि अगर आपके मन में यह तय नहीं है कि आप नाइके के जूते खरीदने जा रहे हैं किसी भी मामले में आप नाइके की तुलना में कम समझौता नहीं करने जा रहे हैं जो अच्छा है लेकिन बड़े पैमाने पर लोग जूते खरीदना चाहते हैं वे नाइके खरीद सकते हैं वे प्यूमा भी खरीद सकते हैं वे भी कर सकते हैं किसी भी अन्य जूते भी खरीदें लेकिन यदि उपलब्ध किस्मों को लोग पसंद करते हैं और यदि विविधता नहीं है कुछ समय बाद लोग बिक्री छोड़ सकते हैं या शायद हम बिक्री को स्थगित कर दें तो लोग चाहते हैं यह है कि हाँ वे एक ही स्थान पर उपलब्ध विभिन्न कंपनियों के उत्पाद होने चाहिए कीमत के संदर्भ में गुणवत्ता के संदर्भ में विकल्प उपलब्ध हैं और वे चाहते हैं कि विकल्पों की कहने की आवश्यकता के कारण अप्रत्यक्ष विकल्प हों प्रत्यक्ष चैनलों के बजाय चैनलों का अधिक मूल्य है तो पिछले अवधि में देखा है कि डायरेक्ट चैनल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन इन दिनों अब ट्रेंड बदल रहा है और उनका भी हमने देखा है कि क्या होता है आपने देखा होगा कि जब हम उत्पाद खरीदते हैं अनन्य स्टोर वे बहुत बहुत महंगे हैं क्योंकि स्टोर को बनाए रखने की लागत बहुत अधिक है ओवरहेड्स बहुत अधिक हैं और उन सभी ओवरहेड्स को उपभोक्ताओं को पारित करना होगा जहां यह संभव नहीं हो सकता है अप्रत्यक्ष विपणन के मामले में यदि आप किसी ऐसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पर एक रिटेलर के उत्पाद हैं विभिन्न कंपनियों और आपके पास नंबर है आपके पास एक विकल्प हो सकता है कि यह उत्पाद जो आप चाहते हैं आपके पास आपके पास एक प्रीमियम उत्पाद नहीं है जो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए नियमित उत्पाद भी उपलब्ध है उस मामले में रिटेलर के ओवरहेड्स कई कंपनियों को वितरित किए जाते हैं ताकि रखरखाव की लागत बढ़े स्टोर नीचे आता है और उन ओवर हेड्स या उन ओवरहेड्स की लागत को पार किया जा सकता है कई निर्माताओं या विभिन्न कंपनियों तो वह लाभ सीधे ग्राहक को जाता है क्योंकि कीमतें नीचे जाती हैं इसलिए यह अप्रत्यक्ष बिक्री के सकारात्मक बिंदु के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है बाजार लेकिन यह श्रेय देने या नहीं देने के लिए काफी हद तक यह निर्भर करता है चैनल पर हम अंत में चयन करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि चैनल का निर्माण करने में बहुत समय लगता है और यदि आपका चैनल बन रहा है वितरण नेटवर्क जहां हमारे पास वितरक थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता प्रक्रिया में हैं और हम कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करके इस चैनल का निर्माण किया है जिसे आप प्रत्यक्ष में परिवर्तित नहीं कर सकते विपणन या अगर हमारे पास प्रत्यक्ष विपणन नेटवर्क है जिसे हमने बनाया है और हमारे पास संख्या है विभिन्न शहरों और विभिन्न शहरों में विशेष दुकानों की इसलिए आप सीधे यह नहीं कह सकते कि हम इसे समाप्त कर देंगे और अप्रत्यक्ष विपणन में चले जाएंगे वह भी संभव नहीं है इसलिए इन दिनों कम से कम अगर यह संभव नहीं है तो हम गिर रहे हैं बीच का रास्ता जिसमें नाइके के जूते हैं नाइके की दुकान पर भी उपलब्ध होंगे और वे उपलब्ध होंगे दूसरी जगह पर भी है ताकि दोनों कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके और अधिकतम हो सके यह बिक्री को अधिकतम कर सकता है और क्रेडिट को कम कर सकता है जब आप प्रत्यक्ष विपणन के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष विपणन का एक और सकारात्मक लाभ है जब आप किसी ब्रांडेड उत्पाद को खरीदते हैं तो क्रेडिट की बिक्री न्यूनतम नगण्य होती है क्रेडिट पर बाजार हम नकद में भुगतान करते हैं और वापस आते हैं तो इसका मतलब है कि जब ग्राहक कैश में भुगतान कर रहा है आउटलेट भी कंपनी से नकद में खरीद रहा होगा इसलिए इसका मतलब है कोई क्रेडिट अवधि नहीं है कंपनी क्रेडिट पर बाजार में अपने उत्पादन के बाद नहीं बेचने या देने के लिए खर्च कर सकती है न्यूनतम क्रेडिट स्टोर है जिसे कुछ बाहरी एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है लेकिन अगर यह किया जा रहा है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आयोजित क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष के मामले में वितरण हाँ हमें क्रेडिट देना होगा और जब हम क्रेडिट खाते को प्राप्तियां देंगे बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं और अप्रत्यक्ष विपणन का यह एक और परिणाम है लेकिन उस स्थिति में हम बिक्री बढ़ा सकते हैं और हम कीमत को कम कर सकते हैं और अगर कीमत है तो नीचे कम करें तो निश्चित रूप से हम बिक्री को अधिकतम कर सकते हैं और इस तरह से विक्रेता भी प्राप्त कर रहा है और खरीदार भी हासिल कर रहा है इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न में महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे आप चाहते हैं चुनें इसलिए इस मामले में हम यह पा रहे हैं कि यह प्रवृत्ति ऐसी है कि कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं कुछ चीजों की वजह से प्रत्यक्ष विपणन से अप्रत्यक्ष विपणन तक और उस मामले में लागत नियंत्रणीय है लेकिन बाजार में हमारे द्वारा बेचने के लिए क्रेडिट आ रहे हैं क्रेडिट पर और महत्वपूर्ण बिंदु और अन्य महत्वपूर्ण घटक क्या हैं और हम कैसे वितरण का एक चैनल चुनना चाहिए यह महत्वपूर्ण चर्चा है जो मुझे लगता है कि हमारे पास होनी चाहिए वितरण के चैनल के बारे में और अधिक चर्चा क्योंकि यह प्रत्यक्ष या गंभीर प्रभाव है खातों के प्राप्य पर मैं वितरण के चैनल पर और अधिक चर्चा करूंगा अगली कक्षा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद